कन्वैक्शन convection संवहन के द्वारा हिट ट्रांसफर यह एक हिट ट्रांसफर क्रिया विधि है जहाँ सॉलिड और द्रव के बीच हिट का प्रवाह होता है तो आइए हम एक सॉलिड पर विचार करें जो गर्म है और यह हिट को डिसीपेट कर रहा है और वहां हिट का प्रवाह लंबवत है तो यह कैसे होता है अगर आप ठोस के तत्काल वातावरण को देखते हैं तो वहां अणुओं की परतें हैं तो आपके पास डिफ्यूजन से तात्कालिक पड़ोस गर्म हो जाएगा अणु डिफ्यूजन से गर्म हो जाते हैं और यह प्रोग्रेसिवली कम होता जाता है और अणुओं का तापमान जो कि सॉलिड से पर्याप्त दूर है उतना उच्च तापमान नहीं होगा जितना कि इसके करीब इसलिए यदि आप सॉलिड के करीब के द्रव अणुओं को लेते हैं तो वे गर्म होंगे और सॉलिड से दूर के द्रव अणु उतने गर्म नहीं होंगे तो गर्म अणु जो ऊपर की ओर बढ़ने लगेंगे ऊपर बढ़ेंगे क्योंकि वे कम घने हैं और ठंडे भारी अणु नीचे जाने लगेंगे इसलिए स्वाभाविक रूप से द्रव का संचलन होता है और यह कन्वैक्शन मूवमेंट होता है और इसे नेचुरल या फ्री कन्वैक्शन कहा जाता है आप फोर्सड कन्वैक्शन भी कर सकते हैं जहां आप पंखे लगाकर अणुओं को फोर्स करते हैं कि करते हैं कि वे अपने साथ हिट ले जाएं तो आइए अब हम देखें कि हम हिट प्रवाह के लिए संबंध कैसे प्राप्त करते हैं तो यह गर्म सतह है और मैं Δx नाम का एक माप लेता हूं अब Δx तरल पदार्थ की मोटाई है देखिए जब हम ठोस ब्लॉक पर विचार करते हैं तो हमने Δx को कंडक्शन में ब्लॉक की मोटाई कहा था और हमारे लिए Δx को मापना आसान था लेकिन द्रव के मामले में द्रव की मोटाई क्या है अब यह अनिश्चित मात्रा है अब वैसे भी हम समीकरण रखते हैं हम जानते हैं कि Q kAΔTΔx यह हिट प्रवाह दर समीकरण है अब सब कुछ ज्ञात हैआप थर्मल कंडक्टिविटी को जानते हैंआप क्रॉस सेक्शन एरिया को जानते हैं जिसके ओर्थोगोनली हिट प्रवाहित हो रही है ΔT गर्म सतह का तापमान बाहरी परिवेश का तापमान और Δx तरल पदार्थ की मोटाई है अब यह अनिश्चित मात्रा है तो आम तौर पर क्या किया जाता है आमतौर पर यह किया जाता है कि बहुत सारे प्रयोग किए जाते है और फिर सॉलिड की अलग अलग ज्योमेट्री को चित्रित किया जाता है तो थोड़ा संशोधन से इसका एक और प्रकार है मैं एक वेरिएबल X द्वारा गुणा और विभाजित करता हूं अब यह एक्स क्या है एक छोटे मूवमेंट से में आपको बताता हूं तो ΔT बाय वह वेरिएबल X अब यह एक कैरेक्टरिस्टिक X है अब यह XΔx इसे न्यूसेल्ट का नंबर कहा जाता हैहिट प्रवाह पर न्यूसेल्ट द्वारा किए गए कार्य के बाद इसे न्यूसेल्ट का नंबर कहा जाता है और इस बड़े X को सॉलिड का कैरेक्टरस्टिक डाइमेंशन कहा जाता है इसलिए यह लंबाई में हो सकता है या यह चौड़ाई में हो सकता है या यह सिलेंडर की ऊंचाई या व्यास हो सकता है इसलिए सॉलिड वस्तु को रखने के तरीके और उसकी ज्यामिति के आधार पर यह निर्भर करता है विभिन्न सॉलिड के कैरेक्टरस्टिक डाइमेंशन की पहचान प्रयोग द्वारा की गई है तो हम उस कैरेक्टरस्टिक डाइमेंशन का उपयोग न्यूसेल्ट की संख्या के मान पर पहुंचने के लिए करेंगे अब मान लीजिए कि आपके पास इसी तरीके से न्यूसेल्ट की यह संख्या है मैं चर्चा करूंगा कि हम कैसे गणना करते हैं हम न्यूसेल्ट की संख्या कैसे निर्धारित करते हैं लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास न्यूसेल्ट की संख्या है तो हमारे पास यह संबंध है ka न्यूसेल्ट की संख्या कैरेक्टरस्टिक डाइमेंशन X थर्मल प्रतिरोध R थर्मल और कन्वैक्शन के लिए वे सबस्क्रिप्ट v का उपयोग करते हैं इसलिए थर्मल प्रतिरोध कन्वैक्शन दिया जाता है कैरेक्टरस्टिक डाइमेंशन X बाय थर्मल चालकता क्रॉस सेक्शन का A न्यूसेल्ट की संख्या तो कन्वैक्शन के लिए यह महत्वपूर्ण समीकरण है जिसे आपको याद रखना चाहिए और उपयोग करना चाहिए याद रखें कि कन्वैक्शन में दो प्रकार होते हैं एक फ्री कन्वैक्शन है नेचुरल कन्वैक्शन और फोर्स कन्वैक्शन फोर्स कन्वैक्शन वह है यदि आप एक पंखा या ब्लोअर लगाते हैं और आप अणुओं को गति देते हैं जो सॉलिड के संपर्क में होते हैं जिन्हें फोर्स कन्वैक्शन कहा जाता है एक फ्री कन्वैक्शन या नेचुरल कन्वैक्शन अणुओं के डेंसिटी मूवमेंट के कारण नेचुरल संचलन है जब अणुओं का एक विकल्प अणुओं के अन्य सेट की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है जो सतह से बहुत दूर होते हैं जो ठंडा होता है इसलिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यूसेल्ट का नंबर फ्री कन्वैक्शन और फोर्सड कन्वैक्शन लिए समान नहीं है न्यूसेल्ट का नंबर फ्री कन्वैक्शन के लिए अलग है और फोर्सड कन्वैक्शन के लिए अलग है हम न्यूसेल्ट की संख्या की गणना कैसे करते हैं मैं अभी थोड़ी देर चर्चा करूंगा अब हम देखते हैं कि विभिन्न सॉलिडविभिन्न ज्यामिति के लिए न्यूसेल्ट की संख्याओं का निर्धारण कैसे करते हैं यह श्रृंखला या अनुभवजन्य संबंध द्वारा होती है अब न्यूसेल्ट की संख्या निर्धारित करने के लिए मैंने कहा कि न्यूसेल्ट की संख्या फ्री कन्वैक्शन और फोर्स कन्वैक्शनके लिए अलग है तो फ्री कन्वैक्शन के लिए हमारे पास एक अन्य संख्या का संबंध है इसे रैली संख्या कहा जाता है ठीक है जहां जहां यह प्रत्येक रैली संख्या है g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है 98 m2s ß द्रव के थर्मल विस्तार का गुणांक है तो यह विज्ञान की तालिकाओं में दिया गया है और हवा के लिए मैं आपको बताऊंगा यह 1330 है X एक कैरेक्टरस्टिक डायमेंशन है जिस पर मुझे चर्चा करनी होगी δ थर्मल डिफ्यूसिविटी है जो फिर से द्रव का एक गुण है जो विज्ञान तालिकाओं में दिया गया है और हवा के लिए यह 26 X 10 5 m2s है η काईनैमेटिक विस्कोसिटी है और फिर से इसे विज्ञान तालिकाओं में दिया जाता है चिंता न करें और हवा के लिए मैं इसे 18 और 10 5m2s लिख रहा हूं क्योंकि हमारे अपने अधिकांश प्रयोगों में तरल माध्यम के रूप में हवा होगी इसलिए हम इन मूल्यों को यहां लागू करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैरेक्टरस्टिक डायमेंशन X कैसे प्राप्त करें ΔT तापमान अंतर है आपको रैली संख्या मिलेगी और फ्री कन्वैक्शन के लिए न्यूसेल्ट संख्या रैली संख्या के संदर्भ में व्यक्त किए जा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि रैली की संख्या के संदर्भ में न्यूसेल्ट की संख्या को कैसे व्यक्त किया जाए अब फोर्सड कन्वैक्शन भाग के लिए रेनॉल्ड्स संख्या नाम की एक अन्य संख्या का उपयोग किया जाता है u X η जहां R रेनॉल्ड्स संख्या है u फोर्सड तरल पदार्थ का औसत वेग है देखें यदि आप एक पंखा या ब्लोअर या इस तरह के उपकरण का उपयोग कर रहे हैं तो वायु प्रवाह वायु प्रवाह का औसत वेग क्या है यह वह हैं जो आप फोर्स कर रहे हैं और जिसकी आपको आवश्यकता है वह u हैआप उस वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं X फिर से कैरेक्टरस्टिक डाइमेंशन है मैं जिस पर चर्चा करूंगा और η काईनेमेटिक विस्कोसिटी है जैसे मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है तो अब स्टैंडर्ड सॉलिड पदार्थों के लिए फ्री कन्वैक्शन पर विचार करें और पहले हम इसमें पहला महत्वपूर्ण क्षैतिज फ्लैट प्लेट है तो कई हीट सिंक फ्लैट प्लेट हैं आइए हम क्षैतिज फ्लैट प्लेट कहते हैं यह हो सकता है यह आयताकार हो सकता है या यह गोलाकार हो सकता है तो यदि यह आयताकार है तो इसके दो महत्वपूर्ण डाइमेंशन A और B हैं और यह समतल है द्रव का प्रवाह इस तरह ऊपर है और यदि यह गोलाकार है तो आपका डाइमेंशन व्यास d है और द्रव का प्रवाह ऐसा है तो आयताकार फ्लैट प्लेट के लिए कैरेक्टरस्टिक डाइमेंशन X ab2 है और X d है जो एक गोलाकार फ्लैट प्लेट के लिए व्यास है अब यदि प्रवाह लामिनार है जिसे आप रैली संख्या से पता लगा सकते हैं यदि यह 102 और 105 के बीच स्थित है तो इस अनुभवजन्य संबंध से न्यूसेल्ट का नंबर 054 रैली संख्या की घात 025 द्वारा दिया जाता है अशांत प्रवाह के लिए जहां रैली संख्या 105 से अधिक हो जाती है न्यूसेल्ट का नंबर 014 रैली संख्या की घात 033 द्वारा दिया जाता है तो इस तरह आप क्षैतिज फ्लैट प्लेट के लिए न्यूसेल्ट का नंबर पता लगा सकते हैं इसी तरह ऊर्ध्वाधर फ्लैट प्लेट के लिए भी आप यह पता लगा सकते हैं कि वे प्रयोगात्मक परिणामों और अनुभवजन्य संबंधों पर आधारित हैं आपके पास ऊर्ध्वाधर प्लेट a और b है और आपके पास इस तरह से द्रव का प्रवाह है और इसी तरह व्यास d की एक गोलाकार ऊर्ध्वाधर प्लेट के लिए आपके पास Xb तक एक द्रव प्रवाह है केवल ऊर्ध्वाधर डायमेंशन लिया गया है और X d सर्कुलर के मामले में तो लामिनार प्रवाह के लिए जो 104 और 109 के बीच है न्यूसेल्ट की संख्या 056 रैली संख्या की घात 025 द्वारा दिया जाता है अशांत प्रवाह के लिए जो इन सीमाओं के बीच है न्यूसेल्ट की संख्या 02 रैली संख्या की घात 04 द्वारा दिया जाता है तो इस तरह आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर फ्लैट प्लेट के लिए न्यूसेल्ट की संख्या प्राप्त कर सकते हैं न्यूसेल्ट की संख्या के अधिक मान के लिए थर्मल प्रतिरोध का मान कम होगा और यह हिट कंडक्शन के लिए बेहतर है हिट हटाने के लिए अच्छा है एक अन्य आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सॉलिड एक सिलेंडर है एक सॉलिड सिलेंडर है तो इस अंश में क्षैतिज सॉलिड सिलेंडर पर विचार करें जो कि लंबाई l व व्यास d का इस तरह दिखाया गया है और आपके पास इस तरह द्रव का प्रवाह ऊपर बढ़ेगा तो इसके लिए X d है कैरेक्टरस्टिक डाइमेंशन d है लामिनार प्रवाह के लिए रैली संख्या 104 और 109 के बीच होती है न्यूसेल्ट की संख्या 047 रैली संख्या की घात 025 द्वारा दी जाती है और अशांत प्रवाह के लिए रैली संख्या 109 से अधिक है न्यूसेल्ट की संख्या 01 रैली संख्या की घात 033 द्वारा दी जाती है अब आप इसी सिलेंडर को वर्टिकल रख सकते हैं वर्टिकल सॉलिड सिलिंडर और आप थोड़े अलग न्यूसेल्ट की संख्या विशेषताओं को प्राप्त कर सकते हैं आपके पास लंबाई l और व्यास d है प्रवाह ऊपर है और इस मामले में X कैरेक्टरस्टिक डायमेंशन है और लामिनार प्रवाह है न्यूसेल्ट की संख्या 056 रैली संख्या की घात 025 द्वारा दी जाती है और अशांत प्रवाह के लिए परिणाम 02 रैली संख्या की घात 04 द्वारा दिए गए है एक और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन समानांतर फ्लैट प्लेट है इसलिए समानांतर फ्लैट प्लेटों को इस तरह से रखा जा सकता है जहां प्लेट 1 तापमान T पर हो सकती है और दूसरी प्लेट थोड़े अलग तापमान T∆T पर हो सकती है और उन्हें दूरी d के साथ अलग किया जा सकता है और इनके भीतर अशांत प्रवाह हो सकता हैया समानांतर प्लेट को एक एंगल पर रखा जा सकता है क्षैतिज एंगल θ और फिर आपके पास 2 प्लेट तापमान के लिए T ΔT है जिसे दूरी d द्वारा अलग किया गया है और आप इस तरह से इनके भीतर प्रवाह कर सकते हैं तो यहाँ कैरेक्टरस्टिक डायमेंशन d है और कैरेक्टरस्टिक डायमेंशन दोनों मामलों में d है जब तक कि θ 500 से कम है अब इसके लिए केवल अशांत प्रवाह पाया जाता है रैली संख्या 105 से अधिक है और न्यूसेल्ट की संख्या 0062 रैली संख्या की घात 033 है तो इस तरह से अधिकांश ज्यामिति इस प्रकार में आती हैं यदि यह नहीं है यदि यह किसी विशेष सॉलिड के लिए किसी विशेष प्रयोग में एक स्टैंडर्ड ज्यामिति को फिट नहीं कर सकता है तो प्रयोगात्मक रूप से यह पता लगाना बेहतर है कि न्यूसेल्ट की संख्या क्या है या उस विशेष सॉलिड के लिए थर्मल प्रतिरोध क्या है फोर्सड कन्वैक्शन के मामले के लिए आइए सॉलिड के लिए दो ज्यामितीयों पर विचार करें एक फ्लैट प्लेट के रूप में और दूसरा सिलेंडर के रूप में और अगर हम एक पंखा लगाते हैं इसे फ्लैट प्लेट समझें और अगर आप इस तरह से एक पंखा लगाते हैं जिसमें फ्लैट प्लेट की लंबाई के साथ तरल पदार्थ का प्रवाह होता है जिसका डाइमेंशन a है जैसा कि मैंने यह दिखाया है तो कैरेक्टरस्टिक डायमेंशन a है अब इस तरह के एक विन्यास के लिए लामिनार प्रवाह के लिए रेनॉल्ड की संख्या 5105 से कम के लिए न्यूसेल्ट की संख्या 0664 रेनॉल्ड संख्या की घात 05 काइनेमैटिक विस्कोसिटी बाय द्रव की डिफ्यूजिविटी की घात 033 है अशांत प्रवाह के लिए जहां रेनॉल्ड्स संख्या 5105 से अधिक है न्यूसेल्ट की संख्या को 037 रेनॉल्ड संख्या की घात 8 और विस्कोसिटी बाय डिफ्यूजिविटी की घात 033 से दिया जाता है अन्य सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन है जैसे सिलेंडर को उस व्यास d के साथ लंबवत रखा गया है और मेरे पास इस तरह से पंखे की स्थिति है और आपके पास तरल पदार्थ का प्रवाह ऐसा है इसके लिए X को d के रूप में दिया गया है अब इसके लिए भी लामिनार प्रवाह के लिए जहां रेनॉल्ड्स संख्या 01 और 1000 के बीच है न्यूसेल्ट संख्या को इस तरह से दिया गया है और अशांत प्रवाह के लिए जहां रेनॉल्ड्स संख्या 1000 से 5105 के बीच में है आपके पास इस तरह से न्यूसेल्ट नंबर दिए गए है तो ये नुसेल्ट की संख्या मान है जिसे आपको थर्मल प्रतिरोध समीकरण में विभिन्न सॉलिड ज्यामिति के लिए उपयोग करना है अर्थात थर्मल प्रतिरोध जो कि दिया गया है X KaN कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन X बाय थर्मल कंडक्टिविटी K a नुसेल्ट संख्या अब इस प्रकार यह वह है कि आप कन्वैक्शन के लिए थर्मल प्रतिरोध की गणना कैसे करते हैं